एक नियमित एकवचन बिंदु के आसपास शक्ति श्रंख्ला समाधान तो इस वीडियो में हम दूसरे आदेश रैखिक सजातीय समीकरण को हल करने के लिए फ़्रोबेनिउस विधि की व्याख्या करेंगे जब 0 एक नियमित रूप से विलक्षण बिंदु है जो यूलर काउची समीकरण के समान है हम सिर्फ समीकरण लेंगे

तो जब कोई अन्य विलक्षणता नहीं हैऔर α1 और α2 अनंत हैं इसीलिए αmin अनंत होगा जब आप 1x के रूप में p का क्रम लेते है q के लिए अधिकतम अनुमति क्रम 1x2 होगा तो फिर हम फ़्रोबेनिउस विधि लागू कर सकते हैं क्योंकि यह मान लीजिये कि तो फिर आपके पास होगा यह काउची यूलर समीकरण निश्चित रूप से है अब समाधान क्या हैं हम पहले ही x को z में ट्रांसमिशन द्वारा परिवर्तित करके देख चुके हैं जो log x देता है फॉर्म का समाधान लेकिन अगर आपके पास है इसीलिए यह वास्तव में 1x 1x2 नहीं है तब यह विलक्षणता की तरह है दी गयी शक्ति श्रंखला के समाधान को देखने की बजाय जो की इसके बजाय आप इसे xk के साथ गुणा करते हैं

यदि मैं इस रूप के समाधान के लिए देखूँ यह शक्ति श्रृंखला वास्तव में प्रत्येक बिंदु पर सीमित है यहां तक कि x 0 पर xk केवल एक हिस्सा है यदि k नकारात्मक है और आपके पास एक विलक्षण बिंदु है k हमेशा कुछ नकारात्मक हो जाएगा किसी समय में आपके पास एक विलक्षण बिंदु है यहाँ तक की xk 0 में समाधान हो सकता है इस समीकरण में फ़्रोबेनिउस विधि में आप इस रूप के समाधान के लिए देखते हैंक्यों क्योंकि वहां एक विलक्षणता का अंश अज्ञात है तो हमने क्या किया है हमने विलक्षण अंश xk को बाहर निकाला और फिर इसे शक्ति श्रंखला समाधान के रूप में गुणा किया यह यूलर काउची समीकरण के बराबर है यहाँ xk कुछ स्थिर है इसे फ़्रोबेनिउस विधि कहा जाता है और हम इसे एक उदाहरण के साथ प्रदर्शित करेंगे यह नियमित रूप से एकवचन बिंदु है यह बन जाएगा इनकी जड़ों के आधार पर आप k के दो रैखिक स्वतंत्र समाधानमूल्य प्राप्त कर सकते हैं मैं तीन मामलों को प्रदर्शित करूंगा प्रत्येक मामले में सबसे पहले आपको k के मूल्य मिलेंगे जिनके लिए समाधान मौजूद हैं यदि उन्हें दोहराया जाता है तो इसका अर्थ है कि वे समान हैं अगर इन्हें दोहराया नहीं जाता है तो ये अलग अलग जड़ें हैं लेकिन अंतर पूर्णांक है या अंतर नॉन पूर्णांक है तो ये तीन मामले आप देखेंगे मैं एक उदाहरण के साथ शुरू करूंगा कि आप किस मामले में k मूल्यों को खोजने में सक्षम होंगे आपको दो k मूल्य मिलेंगे जिनके लिए वे दो k एक अलग मूल्य हैं वे अलग हैं और उनका अंतर गैर पूर्णांक है इसीलिए वास्तव में k दूसरे क्रम के कुछ बहुआयामी समीकरण को संतुष्ट करता है तो यह वास्तव में आपको दो जड़ें दे देंगे वे दो जड़ें यदि वे असली हैं अगर वे अलग हैं तो अंतर गैर पूर्णांक है यही स्थिति आप देख रहे हैं ठीक है और जब वे जटिल हैं तो स्पष्ट रूप से अंतर गैर पूर्णांक है क्योंकि यह है जब दो जटिल जड़ों का संयोग यह है जब आप अंतर लेते हैंतो यह वास्तव में काल्पनिक हिस्सा है जो गैर पूर्णांक है होता जा रहा है इसलिए इन दो मामलों को हम इस उदाहरण में कवर कर सकते हैं इस प्रकार में सबसे पहले आइए एक उदाहरण के साथ शुरू करें जिसमें आप k का मूल्य पा सकेंगे केस 1 यदि अंतर गैर पुरांक हैं तो जड़ें असली हैं ऊपर की समीकरण के लिए x0 एक एकवचन बिन्दु है चलो x0 के साथ काम करते हैं आपने देखा तात्पर्ये यह है की जब ये दोनों सीमाएं सीमित हैं 0 नियमित रूप से विलक्षण बिंदु है तुरंत यदि यह एक नियमित रूप से एकवचन बिंदु है तो मैं विलक्षण हिस्सा बाहर निकाल सकता हूँ तो हम फोरम में हल के लिए देखेंगे

शक्ति श्रृंखला वास्तव में समान रूप से और बिल्कुल अभिसरण है इसलिए इसे यहां समीकरण में yऔर विकल्प की गणना करने के लिए शब्द से शब्द में अंतर किया जा सकता है यह पावर सीरीज वास्तव में x0 के लिए किसी भी बंद अंतराल पर अभिसरण है और इसलिए इसे शब्द से अलग किया जा सकता है अब अंतराल 0 α1 में यदि α1 विलक्षण बिंदु है तो 0 और α1 के बीच किसी भी बंद अंतराल में शक्ति श्रृंखला बिल्कुल और समान रूप से अभिसरण है और प्रत्येक शब्द को अलग किया जा सकता है

तो ऊपर समाधान मामला 1 है यदि जड़ों का अंतर गैर शून्य है और एक सकारात्मक पूर्णांक नहीं है यानी केस 2 एक अशून्य है लेकिन पूर्णा अंक है केस 3 यानि पुनरावृत्ति मूल हैं अब अगर हम x nk 0 के गुणांक पर विचार करें n 012 3 हमें पुनरावृत्ति संबंध मिलता है यह देता है

इसका मतलब है कि दिए गए समीकरण का सामान्य समाधान है यानी पहला मामला है साथ में तो पहले मामले में आप इंडिकेल समीकरण पाते हैं आप इस रूप में समाधान की तलाश करते हैं और जब आप इंडिकियल समीकरण और मूलों का अंतर पाते हैं तो r1r2 अ शून्य है और सकारात्मक पूर्णांक नहीं है हम अगले वीडियो में एक और उदाहरण देखेंगे जहां मैं अलग लेकिन जटिल मूलों वाले समीकरण पर विचार करूंगा ताकि अंतर हमेशा काल्पनिक रहे आप दो जटिल संयुग्मी मूलों का अंतर लें यह काल्पनिक संख्याएं होंगी वह धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो हम उस उदाहरण पर गौर करेंगे और फिर हम दूसरे और तीसरे मामले के अन्य उदाहरण भी देखेंगे जहां मूलों के बीच का अंतर ओ अलग लेकिन पूर्णांक होगा और वे समान हैं तो इसका मतलब है कि अंतर 0 है तो इन दो मामलों को हम अगले कुछ वीडियो में देखेंगे